कीवर्ड प्रोसेसर पीएलसी मेमोरी रैम बस सैंपलिंग टाइम पोर्ट्स लैडर लॉजिक कम्युनिकेशन 22वे पाठ में आपका स्वागत है अब तक हमने एक पीएलसी के बुनियादी कामकाज के बारे में सीखा है हमने सीखा है कि एक प्रोग्राम कैसे लिखना है इस बार हमने पीएलसी को एक सार उपकरण के रूप में देखा है यह हमने नहीं देखा है कि पीएलसी प्रणाली के अंदर क्या है वास्तव में भौतिक रूप से कैसे बनती है इसलिए इस पाठ में हम पीएलसी के हार्डवेयर वातावरण को देखने जा रहे हैं मूल रूप से पीएलसी सिस्टम किस चीज से बने होते हैं ठीक है हम घटकों को देखने जा रहे हैं पीएलसी सिस्टम के घटकों को देखने जा रहे हैं उनकी वास्तुकला जिसका अर्थ है कि वे कैसे व्यवस्थित हैं वे कैसे जुड़े हैं और उनकी कार्यक्षमता जो यह बताती है कि वे क्या करते हैं ठीक है तो अब इसलिए हम देखेंगे इससे पहले कि हम शुरू करें यह अनुदेशात्मक उद्देश्यों को देखने के लिए प्रथागत है तो निर्देशात्मक उद्देश्य निम्नलिखित हैं इस पाठ से समझने के बाद सबसे पहले औद्योगिक स्वचालन कम्प्यूटेशनल कार्यों की विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख करने में हमे सक्षम होना चाहिए पीएलसी मूल रूप से एक कंप्यूटर है इसलिए यह कम्प्यूटेशन की गणना करता है यह औद्योगिक स्वचालन से संबंधित कम्प्यूटेशनल कार्य करता है लेकिन इन कार्यों में अन्य कार्यों की तुलना में कुछ बहुत ही विशिष्ट विशेषताएं हैं जो हमें एक कार्यालय के वातावरण में करना है इसलिए करने जा रहे हैं आपको इनमें से कुछ विशेषताओं का उल्लेख करने में सक्षम होना चाहिए एक पीएलसी के प्रमुख हार्डवेयर घटकों का उल्लेख करें सीपीयू केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई आईओ या इनपुट आउटपुट एमएमआई मैन मशीन इंटरफेस और संचार मॉड्यूल के लिए प्रमुख विशिष्ट कार्यात्मक सुविधाओं और प्रदर्शन विशिष्टताओं का वर्णन करें ठीक है तो एक फंक्शन मॉड्यूल के फायदों के बारे में बताएं फंक्शन मॉड्यूल के क्या फायदे हैं जिन्हें आप कुछ प्रमुख विशिष्ट फंक्शन मॉड्यूल प्रकारों के बारे में और बता पाएंगे ये निर्देशात्मक उद्देश्य हैं तो हम औद्योगिक स्वचालन कार्यों और उनकी विशिष्ट विशेषताओं के साथ शुरू करते हैं हम औद्योगिक स्वचालन की प्रकृति को देखने जा रहे हैं जिसे मैं IA अभिकलन कहते हैं जो कि औद्योगिक स्वचालन से संबंधित संगणना है इस प्रकार की संगणनाएं हमेशा याद रहती हैं शारीरिक संकेतों पर काम करती है तापमान और दबाव और लिमिट स्विच की स्थिति स्टार्टर की स्थिति आदि I जो सभी बहुत ही भौतिक संकेत हैं मूल रूप से यह विद्युत है जो कि पीएलसी के साथ हस्तक्षेप करते हैं पीएलसी इसका मूल्य देखता है और इसे लेता हैं इनमें से कुछ इनपुट के रूप में और आउटपुट की गणना करता हैं जिसे अपने कुछ सॉफ़्टवेयर के अनुसार गणना करता है उदाहरण रिले लैडर तर्क प्रोग्राम ठीक है यह कार्य आवश्यकताएं सामान्य हैं मेरा मतलब है कंप्यूटर का उपयोग करने वाले अन्य अनुप्रयोगों के मानकों से आइए हम मानते हैं हम डिजिटल संचार या व्यक्तिगत कंप्यूटिंग मानते हैं ये कार्य हैं इन कार्यों की कम्प्यूटेशनल आवश्यकता को आमतौर पर धीमा कहा जाता है आमतौर पर होते हैं मेरा मतलब धीमा होना चाहिए हालाँकि आपस में ऐसे कार्य हो सकते हैं जो बहुत धीमे हों उदाहरण के लिए तापमान नियंत्रण कार्य बहुत धीमी गति से होने वाले समय क्रम हैं हम कहते हैं कि प्रवाह नियंत्रण कार्य तेज़ होगा और आपको पता है यदि आपके पास मशीन नियंत्रण है तो आप एक और एक्ट्यूएटर कंट्रोल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल एक्शन होना आवश्यक है इसलिए ऐसे मामलों में कार्य अपेक्षाकृत तेज होते हैं लेकिन यहां तक कि आप जानते हैं मूल रूप से वे सभी से बने होते हैं एक विद्युत चुम्बकीय प्रणाली को स्थानांतरित करने के लिए आम तौर पर शक्ति मिलीसेकंड के क्रम के समय की आवश्यकता होती है या एक मिलीसेकंड के अधिकांश अंश पर इससे पहले कोई बोधगम्य गति उत्पन्न नहीं होगी दूसरी तरफ ये गति इलेक्ट्रॉनिक्स की गति की तुलना में बहुत धीमी होती है जिसका सामना हम आमतौर पर करते हैं संचार प्रणाली इसका अर्थ वे धीमे हैं हालांकि उनकी अपनी श्रेणी में क्या तेजी से कार्य हो सकते हैं या धीमी गति से या तो मध्यम गति कार्य या धीमे कार्य भी हो सकते हैं ठीक हैयही मेरा मतलब है लेकिन मैंने धीमी गति से लिखे इन कार्यों की जटिलता भी बहुत जटिल नहीं है उनमें से कुछ हैं कुछ बहुत सरल हैं रिले लैडर लॉजिक डायग्राम अक्सर बहुत सरल होते हैं लेकिन दूसरे भी होते हैं अन्य जटिल नियंत्रण एल्गोरिदम हो सकते हैं स्व ट्यूनिंग एल्गोरिदम हो सकते हैं जो कुछ जटिल हो सकते हैं तो मैं कहूंगा कि इस कार्य की जटिलता हैं आप निम्न से मध्यम को जानते हैं अत्यधिक जटिल नहीं हैं दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई कार्य दोहराए जाते हैं उदाहरण के लिए यदि आप एक मानक प्रक्रिया नियंत्रण लूप लेते हैं तो प्रत्येक नमूना समय आपको नियंत्रित वेरिएबल को इनपुट करना होगा जो आपके नियंत्रण कानून के आधार पर सेट बिंदु भेजता है और फिर हेरफेर किए गए वेरिएबल की गणना करता है ठीक है इसलिए हेरफेर किए गए वेरिएबल की यह गणना और सेट बिंदु को इनपुट करता है और नियंत्रित वेरिएबल दोहराव किया जाता है ये आम तौर पर दोहराए जाने वाले कार्य हैं और वे वास्तविक समय में किसी भी कम्प्यूटेशनल कार्य को वास्तविक समय किया जाता है जब एक स्पष्ट समय सीमा होती है जिसके द्वारा इस कार्य को पूरा किया जाना चाहिए और इस तथ्य को वास्तव में डिजाइन में लिया जाता है कम्प्यूटेशनल सिस्टम का डिजाइन जो कार्य को करने वाला है उदाहरण के लिए कंट्रोल लूप में जो भी कंप्यूटेशन आप कर रहे हैं जो एक सैंपलिंग समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए तो एक है इन कार्यों को पूरा करने के लिए एक संबद्ध समय सीमा है एक बार जब आप शुरू करते हैं तो आप दूसरे शब्दों में भले ही आपके पास एक बहुत ही भव्य नियंत्रण एल्गोरिदम हो जिसमें बहुत समय लगता है और एक सैंपलिंग समय के भीतर पूरा नहीं होता है बल्कि कम है शायद एक कम भव्य नियंत्रण योजना जो सैंपलिंग के समय के भीतर पूरा हो जायेगा जो बेहतर होगा तो इस अर्थ में वास्तविक समय हैं और वास्तविक समय के कार्यों के लिए जिन्हें आप जानते हैं एक को करना है क्योंकि आप जानते हैं आपको यह भी महसूस करना होगा कि एक पीएलसी के भीतर कई नियंत्रण लूप होंगे जो या तो काम कर रहे हैं या तो वे अनुक्रमिक नियंत्रण असतत हैं या वे एनालॉग यंत्रण हैं जिसमे नियंत्रण कानून कई हैं जिन्हें दोहराव से निष्पादित किया जाना है ठीक है यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि किस समय पर चलाया जाना चाहिए क्योंकि उनमें से कुछ को हमें चलाने देना होगा प्रत्येक 20 मिलीसेकंड में उनमें से कुछ को हर 500 मिलीसेकंड में चलाना पड़ सकता है उनमें से कुछ को हर दो मिनट में चलाना होगा तो इसे शेड्यूलिंग कहा जाता है इसलिए उचित समय पर शेड्यूलिंग कार्यों का एक तंत्र होना चाहिए ताकि कम्प्यूटेशनल Computational संसाधनों का उपयोग किया जा सके और सभी कार्य समाप्त हो जाएं इससे पहले कि उनकी समय सीमा ठीक हो इसलिए यह आमतौर पर एक तकनीक का उपयोग करके किया जाता है जोकि है शेड्यूलिंग और हम इसमें अधिक नहीं जाएंगे क्योंकि यह रियल टाइम सिस्टम के डोमेन में है लेकिन आम तौर पर पीएलसी के मामले में जब वे करते हैं वे शेड्यूल कर रहे होते हैं पीएलसी निर्धारण आमतौर पर बहुत सरल होते हैं और वे स्थिर होते हैं यह समझे कि वे हैं जो रणनीति अपनाई गई है वह तय हैआम तौर पर स्थितियों के अनुसार नहीं बदलती है इसी प्रकार उनके पास बहुत ही अल्पविकसित प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं आम तौर पर मानक के अलावा अन्य ऑपरेटिंग सिस्टमों की तुलना में बहुत कम परिष्कृत हैं इसके अलावा एक बात बहुत दिलचस्प है कि जब आपके पास पीएलसी होता है तो मेरा मतलब है कि ये कम्प्यूटेशनल कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस अर्थ में कि हम नहीं चाहते कि उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटियां हों इसलिए उनकी विश्वसनीयता बहुत अच्छी होनी चाहिए और उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए हमेशा सबसे खराब स्थिति वाले प्रदर्शन विशिष्टताओं को सुनिश्चित करता है हम उदाहरण के लिए औसत केस प्रदर्शन विशिष्टताओं की जांच नहीं कर सकते हैं आप जानते हैं अगर आपके पास ईथरनेट है तब हम जानते हैं कि ईथरनेट सबसे खराब स्थिति का प्रदर्शन आम तौर पर बहुत मेरा मतलब औसत केस प्रदर्शन की तुलना में काफी कम है इसलिए यहां पर हम जो भी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं उसे हमेशा उपयोग करना चाहिए हमें आम तौर पर प्रदर्शन की गारंटी के रूप में प्रदर्शन का सबसे खराब स्थिति उपयोग करना चाहिए क्योंकि एक कार्य विफलता के परिणाम बहुत महान हो सकते हैं ठीक है अंत में अक्सर ऐसा होता है कि इस कम्प्यूटेशनल वातावरण कम्प्यूटेशनल कार्यों को प्रदर्शन करना होता है कठोर शारीरिक वातावरण बहुत धूल गर्मी नमी और कंपन जैसी चीजें वातावरण में होने वाले इसलिए हार्डवेयर को ऐसा होना चाहिए कि यह इनसे प्रभावित न हो किसी को फिट करना होगा आपको उचित तरीका पता हो किसी को उचित कूलिंग मैकेनिज्म को सेट करना होगा यह सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक स्वचालन कंप्यूटर सिस्टम के मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं कार्य मज़बूती से और उम्मीद के मुताबिक किए जाते हैं कहा जा रहा है कि एक पीएलसी कैसे बनता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि पीएलसी मूल रूप से एक माइक्रोप्रोसेसर आधारित प्रणाली है इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि एक माइक्रोप्रोसेसर आधारित प्रणाली होगी प्रमुख घटक नंबर एक सीपीयू नंबर दो मेमोरी नंबर तीन इनपुट आउटपुट नंबर चार पावर और नंबर पांच हैं बसे ठीक है यहां भी आपको मूल रूप से वही चीजें मिलेंगी इसलिए यहां आपके पास सीपीयू है यह सीपीयू है और यहां मेमोरी है आप पाएंगे कि मेमोरी विभिन्न प्रकार की हो सकती है आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि पीएलसी अनुप्रयोग IO में बहुत समृद्ध हैं क्योंकि उनका मूल काम भौतिक दुनिया के साथ संपर्क करना है ठीक है तो इसलिए आपके पास विभिन्न प्रकार के IO हैं उदाहरण के लिए आपके पास एनालॉग IO है आपके पास डिजिटल IO है आपके पास रिमोट है या कभी कभी वितरित IO कहा जाता है आपके पास नेटवर्क संचार भी है इसका अधिकांश भाग फिर से IO आपके पास विभिन्न प्रकार के IO हैं आपके पास मैन मशीन इंटरफ़ेस है जो IO इनपुट आउटपुट का भी प्रकार है आपके पास एक प्रोग्रामर है जिसके द्वारा आप एक प्रोग्राम विकसित कर सकते हैं हमें एक आरएलएल प्रोग्राम लेते और आप इसे पीएलसी मेमोरी में लोड कर सकते हैं यह भी एक प्रकार का IO है फिर आपके पास पावर है आपके पास बैकप्लेन है यह बस है जो विभिन्न पीएलसी तत्वों को जोड़ता है कभी कभी आपके पास होता है आप जानते होंगे कि कभी कभी आपके पास है अन्य प्रोसेसर जो मुख्य प्रोसेसर को सहायता करता है आपके पास हो सकता है यह आम नहीं है यह गलत है जो मेरा लिखने का मतलब है वह एक संचार प्रोसेसर है ठीक है तो कृपया इसे ठीक करें मैं यह कहना चाहता था कि यह एक संचार प्रोसेसर है आप जानते हैं क्योंकि यह एक पीएलसी है कभी कभी विशेष प्रयोजन उपकरणों के साथ संवाद करना पड़ता है तो प्रत्येक वह काम अक्सर एक अलग प्रोसेसर को दी जाती है इसी तरह इसका अलग इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हो सकता है इसमें एक नेटवर्क प्रोसेसर भी हो सकता है वास्तव में संचार प्रोसेसर काम का हिस्सा संचार करना है हो सकता है नेटवर्क वातावरण पर भी कभी कभी आपके पास अलग अलग होते हैं ये वास्तव में IO होते हैं जो इस मायने में बुद्धिमान होते हैं कि उनकी अपनी कंप्यूटिंग क्षमता होती है इसलिए किसी को इसकी आवश्यकता होती है मुख्य CPU को समझने की आवश्यकता होती है इसलिए यह एक प्रकार का IO भी है आप देखते हैं कि एक PLC मूल रूप से एक माइक्रोप्रोसेसर आधारित प्रणाली है जिसमें बहुत सारे IO हैं और हम यह देखने जा रहे हैं कि IO के ये विभिन्न प्रकार क्या हैं आइए अब हम इन मॉड्यूलों को गहराई के कुछ स्तर पर देखें ठीक है तो आपके पास एक प्रोसेसर है एक विशिष्ट प्रोसेसर होगा मेरा मतलब है कि यह सिर्फ एक उदाहरण है 80186 भी हो सकता है यह 68000 लाइन भी हो सकता है विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं कभी कभी ये प्रक्रियाएँ होती हैं आप प्रोप्राइटरी जानते हैं मानक प्रक्रियाओं के साथ साथ मानक प्रोसेसर के रूप में जैसा कि मैंने कहा आप IO जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सहसंसाधक हो सकते हैं जैसे प्रोग्रामिंग इनपुट को संभालना या नेटवर्क का प्रबंधन करना आप स्पष्ट रूप से रैम है इसे चलाने के लिए रैम की आवश्यकता होती है आपके पास कभी कभी दोहरी पोर्टेड रैम होती है दोहरी पोर्टेड रैम रैम है जिसमें एक साथ दो पोर्ट होते हैं इसे एक साथ लिखा जा सकता है और ठीक से पढ़ा जा सकता है यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब आप उन उपकरणों के डेटा को पढ़ना चाहते हैं जो काम कर रहे हैं वास्तव में डिवाइस के संचालन को रोके बिना आप डेटा पढ़ना चाहते हैं या आप डेटा लिखना चाहते हैं इसलिए आप फ्लाई पैरामीटर पर कुछ नए मापदंडों को डंप कर सकते हैं जबकि पीएलसी काम कर रहा है इसलिए पीएलसी लगातार इस मेमोरी का उपयोग करता है लेकिन बीच में जब उन संक्षिप्त उदाहरणों के दौरान वह मेमोरी का उपयोग नहीं कर पता है यदि आपके पास एक दोहरी पोर्टेड रैम है तो दूसरे प्रोसेसर का उपयोग करके आप एक ही मेमोरी लिख सकते हैं और आप जानते हैं इस बीच अपने पैरामीटर मानों को मेमोरी में डाउनलोड किया है जो कि पीएलसी का उपयोग करता है इसलिए इस तरह से आप अन्य प्रोसेसर द्वारा फ्लाई पर पढ़ना और लिखना जानते हैं यदि आपके पास ड्यूल पोर्टेड रैम है आपके पास आम तौर पर EPROM या EEPROM हैं आप आमतौर पर केवल मेमोरी को पढ़ते हैं और वे पीएलसी प्रोग्राम को संग्रहीत करने के लिए उपयोग किए जाते हैं आपके पास प्रोग्रामर पोर्ट हैं जो प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए उपयोग किए जाते हैं आपके पास नेटवर्क पोर्ट हैं आपके पास बैकअप बैटरी है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी संयोग से यदि आपके पास पावर की विफलता होती है तो आप नहीं चाहते हैं कि नंबर एक आपकी स्थिति की प्रक्रिया खो जाए नंबर दो आप अपने मापदंडों को खोना नहीं चाहते हैं तो एक बैकअप बैटरी हमेशा होती है जो बैकअप हिस्सा रैम का कर देगी और आपको स्पष्ट रूप से पावर की आपूर्ति की आवश्यकता होती है जो प्रोसेसर मॉड्यूल के भीतर आंतरिक हो सकती है या एक अलग पावर आपूर्ति मॉड्यूल के रूप में बाहरी हो सकती है जो प्रोसेसर मॉड्यूल को इकट्ठा करेगा जो किसी भी तरह से हो सकता है तो आइए हम एक विशिष्ट पीएलसी प्रणाली को देखें जो एक तस्वीर है जो चीजों को स्पष्ट करेगी यहां एक विशिष्ट पीएलसी प्रणाली है इसलिए आप देख सकते हैं कि इसमें कई सीपीयू इकाइयां हैं वास्तव में आप जानते हैं कि यदि आप उन्हें देखते हैं तो ये विभिन्न सीपीयू इकाइयाँ हैं ठीक हैं इसलिए ये सीपीयू इकाइयाँ हैं जिनमें से कुछ संचार हैं कुछ संचार प्रोसेसर या अन्य सहसंसाधक हो सकते हैं एक मुख्य प्रोसेसर होगा कई रैक माउंटेड I O मॉड्यूल हैं तो ये रैक I0 मॉड्यूल माउंटेड हैं IO रैक उनमें से प्रत्येक एक विशेष IO कार्ड में प्लग करेगा जिसमें विभिन्न होंगे जो कि IO सिग्नल की एक संख्या को इंटरफ़ेस करेगा और आपके पास पावर की आपूर्ति करेगा सही है तो यह आम तौर पर कैसा दिखता है आप एक नंबर देख सकते हैं आप कई पोर्ट देख सकते हैं उदाहरण के लिए आपके पास कई पोर्ट ठीक हैं संभवतः ये संचार प्रोसेसर हैं हम कर नहीं सकते क्योंकि वे बहुत सारे हैं आप जानते हैं कि RS 232 पोर्ट सीरियल पोर्ट जैसे दिखता है वैसे भी कुछ हैं कुछ समान पोर्ट हैं जो प्रिंटर पोर्ट से दिखता है तो यह है कि पीएलसी वास्तव में कैसा दिखता है वास्तव में यह एकमात्र प्रकार नहीं है पीएलसी सिस्टम बहुत बड़े हो सकते हैं वे बहुत छोटे भी हो सकते हैं सब कुछ एक बॉक्स में आता है जो संभव है यह एक मध्यम सीमा प्रकार का एक यन्त्र है तो उसी पर देखा जा रहा है आइए देखें कि ये विभिन्न चीजें योजनाबद्ध रूप से कैसे जुड़ी हुई हैं हमने सिर्फ एक आरेख देखा है इसलिए आप देखते हैं कि यह योजना है जिसमें ये विभिन्न प्रोसेसर और मॉड्यूल जुड़े हुए हैं वे सभी एक बस से जुड़े हुए हैं और जाहिर है जैसा आपने देखा है विभिन्न IO मॉड्यूल रैक में लगाए गए हैं एक रिबन केबल होगा जैसे कि एक सपाट केबल है जो इस बस के रूप में कार्य करेगा आप जानते हैं कि यह विभिन्न मॉड्यूल को कनेक्ट करेगा और कभी कभी ये मॉड्यूल कर सकता है यहां तक कि एक ही पंक्ति में स्थित नहीं हो सकता है कभी कभी वे एक के बाद एक जुड़े होते हैं कभी कभी वे एक कैबिनेट में जुड़े हो सकते हैं जो थोड़ी दूरी पर हैं तो इस बस को वास्तव में कभी कभी केबलों का उपयोग करके भी विस्तार करना पड़ता है आपके पास केंद्रीय प्रोसेसर है विभिन्न प्रकार के कॉपोरोसेसर IO प्रोसेसर आप जानते हैं कि आजकल आप एम्बेडेड प्रोसेसर की आयु जानते हैं इसलिए इन प्रक्रियाओं में से कुछ डीएसपी का भी उपयोग करते हैं संख्यात्मक कॉपोरोसेसर या IO प्रोसेसर हो होते हैं आम तौर पर विशिष्ट संचार के लिए संचार प्रक्रियाएं होती हैं आप ऑपरेटर स्टेशनों या नेटवर्क पर संचार के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों को जानते हैं विभिन्न प्रकार के IO मॉड्यूल हैं उनमें से कुछ पर प्रक्रियाएं हैं इसलिए उन्हें बुद्धिमान IO कहा जाता है उनमें से कुछ हैं आप साधारण IO जानते हैं जो केवल सिग्नल लेता है और इसे केंद्रीय प्रोसेसर को क्रियान्वय करता है इसके अलावा स्पष्ट रूप से मेमोरीज हैं यह बुनियादी हार्डवेयर वास्तुकला है जो माइक्रोप्रोसेसर आधारित प्रणाली के लिए बहुत आम है वे आम तौर पर एक बस के आसपास आयोजित किए जाते हैं और अगर आप एक प्रोसेसर के अंदर देखते हैं तो इस अर्थ में भी बहुत मानक है जो आपको पता है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी माइक्रोप्रोसेसर आधारित सिस्टम में दो तरह की बसें होती हैं एक प्रकार की बस को डेटा बस कहा जाता है एक अन्य प्रकार की बस को एक एड्रेस बस कहा जाता है एड्रेस बसों का उपयोग करके हम विशिष्ट उपकरणों से बात कर सकते हैं और फिर हम डेटाबेस पर डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैंआप जानते हैं कि ये डेटाबेस विभिन्न उपकरणों से जुड़ता है और ये एड्रेस बसें हैं जिनके द्वारा उपकरणों का चयन किया जा सकता है आपके पास मुख्य प्रोसेसर है आपके पास विभिन्न प्रकार की मेमोरी है आपके पास एप्लिकेशन मेमोरी है जहां कम्प्यूटेशनल कार्य चलते हैं यहां तक कि चलने वाले कार्यों के लिए भी जिनकी आपको आवश्यकता है पीएलसी के संसाधनों के प्रबंधन के लिए आपको कुछ की आवश्यकता होती है आप उन प्रोग्राम को जानते हैं जिन्हें आमतौर पर सिस्टम प्रोग्राम कहा जाता है तो इसके लिए आपको सिस्टम प्रोग्राम मेमोरी की आवश्यकता है आपको सिस्टम डेटा मेमोरी की आवश्यकता है आप जानते हैं कि पीएलसी सिस्टम के विशेष प्रकार हैं आप जानते हैं आपने अनुभव किया होगा कि कभी कभी आपका पीसी हैंग हो जाता है यह चुप चाप बैठ जाता है और कुछ भी नहीं करता है कुछ में यह किसी तरह से मिल जाता है आप अनंत प्रकार के लूप को जानते हैं जो पीएलसी सिस्टम में निषिद्ध है अगर कुछ कारणों से मेमोरी भ्रष्टाचार के लिए गलत प्रोग्रामिंग की तरह अगर प्रोसेसर का काम करना बंद हो जाता है तो उपयोगी कार्य करना पड़ता है जिसके द्वारा प्रोसेसर के निष्पादन को इससे बाहर लाया जाना चाहिए और सुरक्षित गति में ले जाना चाहिए तो यह आम तौर पर वॉचडॉग टाइमर द्वारा किया जाता है जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं और कभी कभी वो भी होता है मेरा मतलब है कि हाँ वे वास्तव में हार्डवेयर डिवाइस है और अगर इन टाइमर को कुछ निश्चित समय में कोई उचित गतिविधि नहीं मिलती है तो वे प्रोसेसर को बल से कुछ सुरक्षित स्थिति में लेते हैं ठीक है तो आप कर सकते थे आप जानते हैं कि ड्यूल पोर्टेड रैम है जैसा कि मैंने सामान्य रैम के अलावा कहा था जाहिर है इनमें विभिन्न प्रकार के इंटरफेस होने चाहिए कभी कभी आप जानते हैं उन्होंने यहां दिखाया है हम एक विशेष रूप के अतिरिक्त प्रोसेसर को देख रहे हैं यह मुख्य प्रोसेसर है लेकिन हम एक अतिरिक्त प्रोसेसर देख रहे हैं और इस प्रोसेसर का काम प्रोग्रामर के साथ इंटरफेस करना है ताकि आप कर सकें जबकि यह सिस्टम काम कर रहा है आप जानते हैं कि पीएलसी सिस्टम आमतौर पर मशीन और औद्योगिक के साथ इंटरफेस होता है मशीनें अक्सर लगातार चलती हैं इसलिए आपको तंत्र प्रदान करना चाहिए माफ़ करियेगा ताकि आप नए मापदंडों को लोड करने में सक्षम हों स्थिति पढ़ सकें आप सिस्टम के साथ काम करने में सक्षम हैं जबकि सिस्टम मशीन को बिना रोके काम कर रहा है तो इसके लिए न केवल आपको दोहरी पोर्टेड रैम की आवश्यकता है बल्कि एक और प्रोसेसर की आवश्यकता है जो प्रोग्रामर से बात करेगा जबकि प्रोसेसर है और जो मुख्य प्रोसेसर वास्तव में मशीन को सही नियंत्रित करने में व्यस्त है यह वही है जो किया जाना चाइये इसलिए आमतौर पर यह प्रोसेसर मॉड्यूल हालांकि यह मुख्य रूप से हार्डवेयर पर एक चर्चा है हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि यह प्रोसेसर मॉड्यूल आमतौर पर कुछ पूर्व क्रमादेशित सॉफ्टवेयर न्यूनतम P प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं जिसमें से एक को विकसित करना है या एक से अधिक अतिरिक्त पुस्तकालयों से लेना पड़ता है इसलिए आपके पास मानक चीजें हैं उदाहरण के लिए कुछ मानक चीजों का समर्थन किया जाता है जैसे कि बेसिक काउंटिंग टाइमिंग फंक्शंस कुछ सॉफ्टवेयर अप डाउन काउंटर्स काफी थोड़ा उनमें से कुछ वास्तव में 0 से 999 तक आम तौर पर विशिष्ट मूल्य और कई टाइमर जो कि समय का हो सकता है जो कई घंटों या कभी कभी दिनों के आदेश के लिए मिलीसेकंड के क्रम के समय की अवधि का होता है उपलब्ध हैं आपके पास विभिन्न हैं आप जानते हैं कि मानक नियंत्रण एल्गोरिदम पहले से ही पहले से कोडित हैं ताकि उपयोगकर्ताओं को आसानी से अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता न हो इन प्रणालियों में प्रोग्राम निष्पादन बहुत दिलचस्प है वहाँ पे आम तौर पर 34 विभिन्न प्रकार के होते हैं प्रोग्राम निष्पादन मोड निर्दिष्ट किया गया है उदाहरण के लिए एक मोड चक्रीय हो सकता है चक्रीय द्वारा हमारा मतलब है कि आपके पास कई कम्प्यूटेशनल कार्य शुरू किये गए है जैसे आरएलएल प्रोग्राम निष्पादन यहां से शुरू करें अंत में आएं फिर से शुरू करें बस आमतौर पर चक्र का समय कम या ज्यादा होता रहता है लेकिन यह प्रोग्राम लॉजिक के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक है यदि आपके पास कुछ प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट हैं तो अन्य प्रकार के स्टेटमेंट्स हैं या नहीं तो कुछ ब्लॉक को निष्पादित किया जाएगा या नहीं वास्तव में डेटा पर निर्भर करेगा इसलिए प्रोग्राम निष्पादन समय हमेशा स्थिर नहीं होता है यह वास्तव में डेटा पर निर्भर करता है लेकिन मोटे तौर पर यह निरंतर होगा और वास्तव में यह बेहतर है कि यह स्थिर हो ताकि आपको आश्चर्य न हो कि डेटा के कुछ मूल्य के लिए अचानक आप अचानक आपके प्रोग्राम का निष्पादन बहुत लंबा हो जाये है और आपकी डेडलाइन छूट जाये इसलिए यह पसंद किया जाता है कि वास्तविक समय के प्रोग्राम में पूर्वानुमान लगाने योग्य और बहुत अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए अनुप्रयोगों में कई वर्गों के लिए चक्रीय काफी अच्छा होता है यह सबसे सरल है इसके अलावा आपके पास समय नियंत्रित निष्पादन भी हो सकता है जहां कुछ ऑपरेशन निश्चित समय के बाद शुरू होंगे या तो निरपेक्ष समय या सापेक्ष समय कि वाल्व को खोलने के 30 सेकंड के बाद पंप शुरू होता है इस तरह के नियंत्रणों को निष्पादित किया जा सकता है तो ठीक 30 सेकंड के बाद इसलिए यह निष्पादन टाइमर नियंत्रित है या समय नियंत्रित है या इसे बाधित किया जा सकता है कुछ कार्य हैं जो अचानक हो सकते हैं जैसे आप जानते हैं कि आपकी विफलताएँ तरह के कार्य हैं जो एक बार होने पर उन्हें नहीं लिया जाता है नियमित कंप्यूटिंग प्रवाह पर विचार करने के बाद एक बार जब वे होते हैं तो उन्हें बहुत अधिक संभावना बहुत उच्च प्राथमिकता की आवश्यकता होती है मुझे खेद है और इसलिए उन्हें तुरंत प्रोसेसर का ध्यान आकर्षित करना होगा इसलिए इस तरह के कार्यों को कभी कभी बाधित चालित निष्पादन मोड में कोडित किया जाता है इसलिए जो भी प्रोसेसर कर रहा है वह बाधित हो जाएगा और यह आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो सभी ने कहा और दिया जो किया जाता है मेरा मतलब है कि आम तौर पर एक को यह समझना चाहिए कि आमतौर पर एक पीएलसी में पीसी की तुलना में बहुत कम कम्प्यूटेशनल क्षमता होती है हालांकि यह आम तौर पर बहुत अधिक महंगा है या आप पीएलसी और पीसी सभी एक ही तरह की कीमत के लेते हैं तो आप पाएंगे कि पीएलसी एक की तुलना में बहुत कम कम्प्यूटेशनल रूप से सक्षम है मेरा मतलब है कि सामान्य पीसी में जो मेमोरी के संदर्भ में और कंप्यूटिंग गति के संदर्भ में बाजार में बिकता है क्योंकि आप कीमत जानते हैं चीजें वास्तव में बिक्री की मात्रा से तय होती हैं साथ ही पीएलसी में कुछ अन्य विशेषता है वे वास्तव में बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं और एक अलग तरह की पैकेजिंग हैं तो ये सभी चीजें इसे बनाती हैं और दूसरा और तीसरा कारण यह है कि यह पीएलसी नहीं है एक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर नहीं है इसलिए मेरा मतलब है कि कोई भी इंटरनेट से अच्छी फाइलें डाउनलोड नहीं करेगा और इसे वहां स्टोर करेगा और फिर आपका ईमेल ऐसी चीजों को दर्ज करता रहता है ऐसा नहीं होता है इसलिए मेमोरी की आवश्यकताओं को आम तौर पर जो आवश्यक है उससे बहुत कम समझा जाता है और वे ऐसी चीजें जो केवल आवश्यक हैं क्योंकि चीजों को विश्वसनीय बनाना और बहुत सी चीजों को डालना चाहता है जिससे मशीन अविश्वसनीय बनती है इसलिए लेकिन किसी को यह समझना होगा कि ये पीसी के समान हैं हालांकि वास्तव में बाजार में हैं पीएलसी के प्रतिद्वंद्वियों को वास्तव में औद्योगिक पीसी कहा जाता है जो वास्तव में पीसी हैं जो चला करते है मेरा मतलब समान ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है इसके कुछ संस्करण हैं लेकिन वे वास्तव में उनके पास आमतौर पर बहुत कम कम्प्यूटेशनल क्षमताएं हैं